अब हम एक और प्रमेय को देखते है जिसे थेविनिन के प्रमेय का दोहरा माना जा सकता है इसे नॉर्टन के प्रमेय के रूप में जाना जाता है जिस प्रकार थेविनिन की प्रमेय ने हमें एक एकल वोल्टेज स्रोत और एक श्रृंखला प्रतिरोध के साथ दो टर्मिनलों पर एक जटिल परिपथ का प्रतिनिधित्व दिया नॉर्टन की प्रमेय भी हमें दो टर्मिनलों पर एक समकक्ष परिपथ देगी जिसमें एक एकल विद्युत धारा स्रोत और एकल प्रतिरोध समानांतर में शामिल है और इस समकक्ष की व्युत्पत्ति थेविनिन के समकक्ष की व्युत्पत्ति के समान है तो मान लीजिए कि हमारे पास एक नेटवर्क N है जिसमें स्वतंत्र स्रोत है मैं उन्हें इस तरह के एक एकल स्रोत प्रतिरोधों और रैखिक नियंत्रण स्रोतों द्वारा दिखाऊंगा और यह किसी अन्य परिपथ से जुड़ा है मुझे इसे मेरा परिपथ कहने दें अब हम जो चाहते थे वह टर्मिनल 1 और 1 प्राइम पर इस परिपथ N का एक प्रतिनिधित्व था तो यह परिपथ के लिए एक स्टैंड इन हो सकता है भले ही आप इसके माध्यम से जो कुछ भी जोड़ें अब यदि आप याद करते है थेविनिन के समकक्ष की व्युत्पत्ति करते समय हमने इसे प्रतिस्थापन प्रमेय के आधार पर एक विद्युत धारा स्रोत से बदल दिया था यहां तत्काल क्या होगा मुझे फिर से कहने दें यह वोल्ट V L होता है और यह विद्युत धारा I L है मैं इसे वोल्टेज स्रोत इंस्टैंस के साथ बदल दूंगा इसलिए मैं इस पूरी चीज को वोल्टेज स्रोत द्वारा प्रतिस्थापित करूंगा जिसका मान वोल्टेज है जो वास्तव में परिपथ V L में होता है जैसा कि पूर्व में हम देखते है कि व्युत्पत्ति जो भी V L है से स्वतंत्र होगी इसलिए यह किसी भी परिपथ पर लागू होता है कुछ भी जो आप जोड़ें फिर से यह वह परिपथ है जिसके लिए हम समकक्ष की गणना कर रहे है और इस परिपथ में केवल स्वतंत्र स्रोत रैखिक प्रतिरोधक और रैखिक नियंत्रण स्रोत होने चाहिए यह कुछ भी हो सकता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है क्योंकि जो कुछ भी यह है इन दो टर्मिनलों के बीच इसे उस विशिष्ट मान के एक वोल्टेज या विद्युत धारा स्रोत द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जो कुछ भी वोल्टेज या विद्युत धारा यह ले रहा है और अंत में हम इसके लिए जो कुछ भी व्युत्पन्न करने जा रहे है इसके लिए समतुल्य V L के मान से स्वतंत्र होगा तो आइए इसे लेते है और पहले की तरह आगे बढ़ते है अब मान लीजिए मैंने परिपथ दिया है और आपसे I L की गणना करने के लिए कहता हूं अब अंदर स्वतंत्र स्रोत हैं और बाहर एक स्वतंत्र स्रोत है जो V L है मैं I L के लिए कैसे हल करूं मैं सुपर पोजीशन का उपयोग कर सकता हूं मैं इसे दो मामलों की सुपर पोजीशन के रूप में सोच सकता हूं मैं सुपर पोजीशन को इंगित करने के लिए एक यहां इंगित करूंगा और दो मामले क्या है एक जिसमें आंतरिक स्रोत सक्रिय है और V L को 0 पर रखा गया है अर्थात् V L को शॉर्ट परिपथ से बदल दिया जाता है मैं I L 1 की गणना करूंगा दूसरा मामला है जहां आंतरिक स्वतंत्र स्रोत शून्य या निष्क्रिय है मेरे पास सक्रिय होने के लिए केवल यह V L होगा और मैं I L 2 की गणना करता हूं मूल मामले में मेरा I L इन दो मामलों I L 1 I L 2 का योग होगा मूल रूप से मेरे पास ये स्वतंत्र स्रोत V L और सभी आंतरिक स्वतंत्र स्रोत हैं एक मामले में मैं सभी आंतरिक स्वतंत्र स्रोतों को सक्रिय करता हूं लेकिन शून्य V L और दूसरे मामले में मैंने सभी स्वतंत्र स्रोतों को निष्क्रिय कर दिया और केवल V L को सक्रिय कर दिया अब क्रमानुसार चलते है इस मामले में यह क्या है मैंने जो किया है वह है कि सभी आंतरिक स्वतंत्र स्रोतों को सक्रिय किया जाए तो ये सभी सक्रिय है और मैं आउटपुट या इन टर्मिनलों 1 और 1 प्राइम को हटाता हूं जहां मैं शॉर्ट परिपथ के साथ समकक्ष खोजना चाहता हूं क्योंकि जब मैंने V को 0 के बराबर कहा यानी जो मुझे मिलता है मेरे पास एक शॉर्ट परिपथ है और मैं उस शॉर्ट परिपथ के माध्यम से विद्युत धारा को मापता हूं यहां मैंने इसे I L 1 कहा है लेकिन इसे आमतौर पर I N नॉर्टन विद्युत धारा कहा जाता है यह नॉर्टन विद्युत धारा या शॉर्ट परिपथ विद्युत धारा है इसलिए मैं एक शॉर्ट परिपथ से 1 1 प्राइम को समाप्त करता हूं और शॉर्ट परिपथ में विद्युत धारा को 1 से 1 प्राइम तक जा रही दाहिनी दिशा में मापता हूं जो मुझे शॉर्ट परिपथ विद्युत धारा या नॉर्टन विद्युत धारा देता है मुझे दूसरे मामले को देखने दें जहां सभी आंतरिक स्रोत शून्य है स्वतंत्र स्रोत शून्य है हमारे पास केवल रैखिक प्रतिरोधक और रैखिक नियंत्रण स्रोत है और हम जानते है कि ऐसा नेटवर्क जिसमें रैखिक प्रतिरोधक और रैखिक प्रतिरोधक और रैखिक नियंत्रण स्रोत होते है इन दो टर्मिनलों से प्रतिरोधक की तरह दिखते है और मैं इस शून्य के साथ मामले पर विचार कर रहा हूं और यहां देख रहा हूं यह हमेशा कुछ प्रतिरोधक जैसा दिखता है इसका मतलब यह है कि यदि मैंने कुछ V परीक्षण लागू किया और I परीक्षण को मापा V परीक्षण बाय I परीक्षण कुछ स्थिरांक होंगें जो R समतुल्य द्वारा दिया गया है इस विशेष मामले में मैं इसे R N नॉर्टन प्रतिरोध कहूंगा तो यह नॉर्टन प्रतिरोध R N होने के बराबर है और यह इस V L द्वारा संचालित होता है और उस दिशा में I L 2 को माप रहा है तो स्पष्ट रूप से I L 2 होगा R N द्वारा विभाजित V L और मुझे कुल विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए शॉर्ट परिपथ विद्युत धारा के साथ इसे अध्यारोपित करना होगा मैं इसे बाद में करूंगा यदि आप याद करें थेविनिन समकक्ष के लिए हमने जो गणना की थी थेविनिन समकक्ष में भी एक प्रतिरोधक Rth था यह बिल्कुल वही बात थी हमने आंतरिक स्रोतों को निष्क्रिय कर दिया और अंदर देखते हुए प्रतिरोध को पाया अंतर केवल इतना है वहां हम एक विद्युत धारा लगा रहे है और यहां हम वोल्टेज लगा रहे है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप वोल्टेज या विद्युत धारा लगाते है I परीक्षण द्वारा V परीक्षण का अनुपात बिल्कुल वैसा ही रहता है इसलिए हालांकि मैं इसे R N कहता हूं केवल नॉर्टन के समकक्ष के लिए अंकन के सुसंगत होने को यह पूर्णतः Rth थेविनिन प्रतिरोध के बराबर है थेविनिन प्रतिरोध और नॉर्टन प्रतिरोध एक है और एक ही बात है तो आइये अब हम पूर्ण परिपथ के साथ अपनी सुपर पोजीशन के बारे में चलें अर्थात् स्वतंत्र स्रोतों के सक्रिय होने के साथ और हमारे पास सभी घटक मौजूद है यदि हम V L लागू करते है हमारे पास एक निश्चित विद्युत धारा I L है और दो मामलों से जो हमने सुपर पोजीशन के लिए लिये थे हम जानते है कि यह I L I N के बराबर है शॉर्ट परिपथ विद्युत धारा या नॉर्टन विद्युत धारा R N द्वारा विभाजित V L अब एक साधारण समकक्ष का उपयोग करके इन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है विद्युत धारा N जो इस विशेष टर्म से मेल खाती है फिर मेरे पास वहाँ पर वोल्टेज V L है और इस टर्म को प्राप्त करने के लिए मैं बस प्रतिरोध R N को जोड़ता हूं तो स्पष्ट रूप से आप देखते है कि यहाँ बहने वाली धारा R N द्वारा विभाजित V L है उस तरह से बहने वाली धारा I N शॉर्ट परिपथ विद्युत धारा है तो यहाँ बहने वाली विद्युत धारा कुछ और नहीं बल्कि यह विद्युत धारा वह विद्युत धारा जो I N है R N द्वारा विभाजित V L यह ठीक है यदि आप थेविनिन समकक्ष के साथ याद करते है तो हमें V t h होने के लिए V L मिला है I L × × R t h और हमारे पास यहां एक वैसा ही समीकरण है वहां हम प्रतिरोध R t h के साथ श्रृंखला में वोल्टेज V t h का उपयोग करके एक आउटपुट वोल्टेज का अनुकरण कर सकते है यहां वह एक प्रतिरोध R N के साथ समानांतर में एक विद्युत धारा स्रोत I N का उपयोग करके आउटपुट विद्युत धारा I L का अनुकरण करता है जो R t h के बराबर भी है यह विशेष परिपथ टर्मिनल 1 और 1 प्राइम पर इसके समकक्ष है यह 1 और 1 प्राइम है और इसे नेटवर्क N का नॉर्टन के समकक्ष परिपथ के रूप में जाना जाता है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि यह थेविनिन के समकक्ष का दोहरा है वहां हमारे पास एक वोल्टेज स्रोत है यहां हमारे पास एक विद्युत धारा स्रोत है हम रह सकते है नॉर्टन प्रमेय थेविनिन के प्रमेय के समान हो सकता है स्वतंत्र स्रोतों और रैखिक घटकों के साथ कोई भी परिपथ अर्थात् रैखिक प्रतिरोधक और नियंत्रित स्रोतों को दो टर्मिनलों पर एक विद्युत धारा स्रोत और प्रतिरोधक के समानांतर द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है और यह विद्युत धारा स्रोत क्या है यह है जिसमें है दो टर्मिनलों के बीच शॉर्ट परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और यह प्रतिरोधक R N और कुछ भी नहीं बल्कि स्वतंत्र स्रोतों को निष्क्रिय या शून्य करने के साथ दो टर्मिनलों में दिख रहा प्रतिरोध है अर्थात् उन्हें 0 कहा जाता है तो बिल्कुल थेविनिन के प्रमेय का दोहरा अब उसी परिपथ n को इसके थेविनिन के समकक्ष द्वारा दर्शाया जा सकता है V t h R t h के साथ श्रृंखला में है या नॉर्टन समकक्ष द्वारा जो R N के समानांतर है R N निश्चित रूप से R t h के बराबर है फिर से इन दोनों के बीच परिपथ के लिए समतुल्य होता है फिर से इन दो टर्मिनलों 1 और 1 प्राइम पर समतुल्य होता है और इसका क्या अर्थ है माना कि कोई भी परिपथ इन टर्मिनलों से 1 1 प्राइम से जुड़ा है आप जोड़ते है यातो पूर्ण परिपथ से या थेविनिन समकक्ष या नॉर्टन समकक्ष इन टर्मिनलों पर विद्युत धाराएं और वोल्टेज बिल्कुल एक समान होंगें और परिणामस्वरूप जो परिपथ में हैं जिन्हें आप जोड़ते है वे भी बिल्कुल एक समान होंगें तो मॉड्यूल में रुचि रखते है इस परिपथ में आप कर सकते है आप यातो इसका उपयोग कर सकते है या उस 1 का अब एक बात जो मैं बताना चाहता हूं है V th और I N के मानों के बीच का संबंध ये दोनों भी एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है अर्थात् सही का क्या मतलब है क्योंकि यह परिपथ इसके समकक्ष है जो उसके समकक्ष है तो ये दोनों एक दूसरे के समकक्ष भी है I N और V t h के बीच क्या संबंध है का आसानी से पता लगाया जा सकता है इन दोनों के बीच ओपन परिपथ वोल्टेज पर विचार करके क्योंकि इस परिपथ में भी वही ओपन परिपथ वोल्टेज होना चाहिए जैसा कि इस एक में है यदि ये ओपन परिपथ वोल्टेज हो इस मामले में थेविनिन के मामले में जाहिर है V t h के बराबर R t h के माध्यम से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है V t h वास्तव में ओपन परिपथ वोल्टेज है जोकि V t h की परिभाषा है इस मामले में यदि आपके पास जोड़ने को कुछ भी नहीं है 1 और 1 प्राइम यह सब I N RN में प्रवाहित होती है इसलिए I N 1 और 1 प्राइम के पार वोल्टेज केवल I N × RN या I N × R t h होता है यह एक दिए गए परिपथ का थेविनिन वोल्टेज और नॉर्टन विद्युत धारा के बीच का संबंध है